शुभ अपराह्न मित्रों गत कक्षा में हमने देखा किस प्रकार कुछ संख्याओं की महसूस करते हैं ताकि ये एक वायु यान के वैचारिक आरेखन के डिज़ाइन में सहायक होते हैं और समझ यह थी कि मेरी एक मिशन मांग है मिशन मांग कुछ इस तरह की है हमने गणना की T0 फिर हमने विंग लोडिंग जानने का प्रयास किया W0S एक बार W0S को चुन कर अब हम जानते हैं क्या है विंग एरिया हमने यह विचार भी पाया कि T W या थ्रस्ट लोडिंग एक वैचारिक वायु यान के लिए कितना वांछित है और हमने समझा कि टेल वोल्यूम रेश्यो कितना होना चाहिए हम कितना संकेत चिह्नों में लिख चुके होंगे CHT और CVT हैं टेल वोल्यूम रेश्यो हॉरिजॉन्टल टेल के लिए और टेल वोल्यूम रेश्यो वर्टीकल टेल के लिए हमने इस पर भी बात की कि एलीवेटर का साइज क्या होगा उसके बाद कुछ अन्य टॉपिक पर जैसे कि अइलेरों फ्लैप्स चर्चा हुई यह सब आपकी एक चित्र के आरेखण में सहायता करेंगे जो कि हम विश्लेषण के बाद करेंगे एक डिज़ाइनर विश्लेषण करता है पर एक बात नहीं भूलनी चाहिए हम इस वायु यान का डिज़ाइन कर रहे हैं जब यह है Cm विरुद्ध CL हम एक विशेष CLdesign के लिए जो CLdesign हमें एक उदाहरण स्वरूप मिल रहा है जो क्रूज कंडीशन को संभवतः पूरा करता है अगर यह यातायात विमान है और साथ ही हमने विचार किया है इसे एक विशेष स्टैटिक मार्जिन के लिए डिज़ाइन करेंगे जो हो सकती है 15प्रतिशत 10 प्रतिशतpercent 5 प्रतिशत जो निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार तकनीकी और गणन में परिपक्व हो रहे हैं एक बार ऐसा करने के बाद हम देखते हैं की विंग और टेल की सेटिंग कैसे करनी है ताकि ये दो शर्तें पूरी हो सकें पहली यह कि Cm00 और जो एक विशिष्ट संख्या है अगर यह 02 है और स्लोप 015 है अर्थात 15 की स्टैटिक मार्जिन है तब यह मान 003 हो जाता है प्रश्न उठता है कि हम विंग और टेल को कैसे और कहां स्थापित करते हैं सेटिंग एंगल क्या है और इसे कैसे पाया जाए जिससे Cm0 की संतुष्टि हो और CmCL भी संतुष्ट हो याद रखें स्टैटिक मार्जिन के लिए SMXNP Xcg एक एक्सप्रेशन मिलता है जिससे हम न्यूट्रल पॉइंट को खोज सकेंगे जोकि बहुत हद तक टेल वोल्यूम रेश्यो पर निर्भर करता है यह सब हम कर चुके हैं अगला प्रश्न है कि मान लें कि जिस CL पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं परंतु ऐसा नहीं है कि हम हमेशा CLपर ही उड़ते रहेंगे अतः मुझे कुछ समय CL पर उड़ना पड़ता है कुछ बाहर शायद इस CLपर वह भी उच्च गति पर निम्न गति पर मैं ऐसा कर सकता हूं जबकि मैं यहां पर की आधारीय संरचना के लिए डिज़ाइन कर रहा हूं इस बारे में मैं यह निश्चित कर लूँगा कि एलीवेटर आवश्यकता शून्य है अतः इस समय ड्रैग शून्य है पर जैसे ही हम यहां से जाते हैं तत्काल यह ऋणात्मक पिचिंग मोमेंट बनाएगा मुझे उसको बराबर करना होगा इसलिए मुझे एलीवेटर को बढ़ाना होगा मैं एलीवेटर को कितना बढ़ाऊं इसलिए वहां मेरा अगला CLजो मैं यहां चाहता हूं अतः कितना एलीवेटर डिफलेक्शन हो जिससे मैं CL पर उड़ सकूं और यह एक विशेष नियंत्रण समस्या है और जब हम नियंत्रण समस्या की बात करते हैं हमें देखना चाहिए कि एलीवेटर की शक्ति कितनी है आप देखें यह एलीवेटर है यह पूरी हॉरिजॉन्टल टेल है और यह एलीवेटर है और यह है e धनात्मक आप यह सब जानते हो एलीवेटर कंट्रोल पावर परिभाषित करते हैं CmeCme जो आवश्यक रूप से आपको बताता है कि एलीवेटर के प्रति इकाई डिफलेक्शन के लिए कितना Cm बनेगा कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर एलीवेटर को नीचे विस्थापित किया जाता है तो यह नोज डाउन मोमेंट देगा और ऊपर उठाने पर एलीवेटर नोज अप मोमेंट देता है अगर मैं यहां से जोड़ूँ तब मेरा सवाल होगा कि अगर मैं CL 02 पर उड़ रहा हूं और डिफलेक्शन 0 है तब अगर मैं CL 03 पर उड़ना चाहता हूं तो एलीवेटर को कितना ऊपर करना होगा इसकी जानकारी एक डिज़ाइनर होने के नाते मुझे होनी चाहिए और मुझे एलीवेटर पर डिफलेक्शन को अधिकतम और न्यूनतम धनात्मक या ऋणात्मक के बीच प्रसारित करना है उदाहरण स्वरुप emax25 तब मुझे सभी ऑपरेशन स्कोर 15 के अंदर रखना होगा क्योंकि करीब 7 8 डिग्री आपको यहां एक्स्ट्रा बचा कर रखना है लैंडिंग के समय ग्राउंड इफेक्ट के समायोजन के लिए तब मैं कैसे मूल्यांकन करूँ कि अपने वायु यान को किस नियतCL पर ट्रिम कराने के लिए मुझे कितना एलीवेटर डिफलेक्शन चाहिए होगा यह हमारे लिए एक दोहराने का कार्य है क्योंकि आप स्टेबिलिटी और कंट्रोल में इसे कर चुके हैं आप जानते हैं कि CmCm0Cm Cme और जब कि मैं CL पर ट्रिम कर रहा हूं तो इसका अर्थ हैCm0 इस लिए मैं लिख रहा हूँ 0Cm0Cmtrim Cmeereqd trim का अर्थ है यह CLtrim जहां ऐसे के अनुरूप है alpha trim और साथ ही मैं लिखता हूं CLtrimCL0CLtrim CLeereqd और है trim और आप इसे जोड़ते हैं और याद करें कि अगर मैं इन दोनों समीकरणों का व्यवहार करता हूं एक अनुमानित केस के लिए जहां मैं CL0 को महत्व नहीं देता हूं या छोड़ देता हूं मैं लिख सकता हूं ee0dedCLtrimCLtrim जहाँ dedCLtrim SMCme Cme को आप हमेशा जान सकते हैं और अगर आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेल का कितना प्रतिशत भाग एलिवेटर है और एक साधारण विमान के लिए इसका विशेष मान होगा माइनस 10 प्रति रेडियन के क्रम का मैं आपको वह संख्या दे रहा हूं क्योंकि हम इस वैचारिक स्तर पर हैं और आप जानते हैं कि दी गई ज्यामिति से Cme कैसे निकालेंगे जबकि Cm0 आप जानते हैं CLtrim और Cm naught से यह भी आपको ज्ञात है डिज़ाइन के स्तर पर आप उस संख्या को रखें Cme को स्थैतिक मार्जिन की जगह रखें आप जानते हैं Cme को इससे आपको दिए गए CLtrim के लिएereqd मिल जायेगा एक डिज़ाइनर की तरह हमें सुनिश्चित करना है कि max जो कि पारंपरिक वायु यान के लिए सत्य है बराबर है 25 डिग्री के अतः एक डिज़ाइनर की तरह आपको केवल 15 डिग्री का ही 15 से 17 डिग्री का ही व्यव्हार करना है उस से अधिक नहीं इस 8 9 डिग्री को बचा कर रखें ग्राउंड इफ़ेक्ट का सामना करने के लिए जब की आप जमीन के पास आ जाते हैं जब डाउनवाश का मान लगभग आधा रह जाता है तब स्वाभाविक रूप से एक और पिच डाउन मोमेंट आती है जिसके लिए आप को एलीवेटर को ऊपर उठाना पड़ता है इस लिए आपको एलीवेटर का इतना भाग बचा कर रखना पड़ा अन्यथा एलीवेटर स्वयं ही स्टॉल कर जाता जब मैं यह जनता हूँ मैं सरलता से निर्णय कर सकता हूँ कि मुझे वायु यान को एक विशेष ट्रिम पर CLtrim पर उड़ाना है यह एलीवेटर रिक्वायर्ड क्या है और क्या यह 25 डिग्री के अंदर है या नहीं जब आप प्रारंभिक स्तर पर वायु यान का डिज़ाइन कर रहे हो तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आप देख सकते हैं यहe रिक्वॉयरमेंट स्टैटिक मार्जिन के सापेक्ष बदलेगी अर्थात जैसे जैसे मैं इसे कम और कम स्थिर करता हूँ मन लें 15 प्रतिशत और इसे 10 प्रतिशत कर देते हैं तबe रिक्वॉयरमेंट भी काम हो जाएगी काम स्थिर अर्थात काम प्रयास अगर मैं स्टैटिक मार्जिन को बढ़ता हूँ यानी CG को आगे और आगे ले जाता हूँ तब तब e रिक्वॉयरमेंट बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा मुझ को देखना है कि क्या एलीवेटर में इतना बैंडविड्थ है या नहीं क्योंकि CG के आगे जाने से वायु यान के लिए टेक ऑफ के समय स्टैटिक मार्जिन का एक अलग ही स्तर होता है जब यह पवन चक्की जैसी परिस्थिति में होता है जब यह तैर रहा होता है और इसका तैरना इंजन की स्थिति पर आधारित होती है इन सभी विश्लेषणों को अलग कर वैचारिक स्तर पर अगर आप हॉरिजॉन्टल टेल का 40 से 50 प्रतिशत एलीवेटर की तरह रखते हैं जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी आप को को एक अच्छी शुरुआत मिलती है जब आप यह ले आउट बनाते हैं तब आवश्यकता है एक एक कदम उठाने की मैं चर्चा करता कि क्या इसके बाद हमें वायुगतिकीय पर विचार करना चाहिए या नहीं एक बार जब मैं सभी ज्यामितिक मानदंडों को जान लेता हूँ क्या मुझे वजन की सूक्ष्म समीक्षा करनी चाहिए और एयरोडायनामिक ड्रैग कोएफ़िशिएंट का आकलन करना चाहिए या मुझे लैंडिंग गियर पर विचार करना चाहिए मैंने निर्णय किया है की यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के लैंडिंग गियर पर विचार करेंगे एक बार सिस्टम लेवल का पूरा विचार करने के बाद हम इनका विश्लेषण करेंगे अभी ठहर जाएँ इसके बाद हम लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा करेंगे मैं आपको इंजन स्थापना के विषय में बताऊंगा ईंधन टंकियों को कहाँ स्थित किया जाए इत्यादि सिस्टम लेवल वस्तुओं की चर्चा करूँगा उसके बाद हम विश्लेषण पर आएँगे इसी बीच मैंने पाया है कि मानवरहित आकाशीय यानों और विद्युत् मोटर डिज़ाइनिंग पर चर्चा के लिए मांग हो रही है हमने एक सेशन ऐसे ही चर्चा के लिए रखा है जहाँ उदाहरण देंगे सुधार प्रस्तुत करेंगे और उदाहरणों से बताएँगे कि मानवरहित आकाशीय यानों के डिज़ाइन के बारे में जो विद्युत् चालित शक्ति चालित या बैटरी चालित हो सकते हैं और उदाहरणों से सुझाया जायेगा कि विंग सेटिंग एंगलwing setting angle० टेल सेटिंग एंगल इत्यादि को कैसे स्थापित करना है इत्यादि परन्तु वहां डाटा मानवरहित आकाशीय यानों के लिए ही होगा इस प्रकार आपको एक विस्तृत जानकारी मिलेगी और निश्चित ही आप हमारे इस पाठ्यक्रम को सराहेंगे क्योंकि उसके बाद आप स्वयं ही छोटे छोटे मानवरहित आकाशीय यानों को बना पाएंगे और स्वयं परीक्षण कर सकेंगे